कैसे हैं आप सब लोग मॉलिक्यूलर संरचना निर्धारण में स्पेक्ट्रोस्कोपिक तरीकों के अनुप्रयोग पर पाठ्यक्रम के मॉड्यूल 30 में आपका स्वागत है हम समस्याओं को हल करना शुरू रखेंगे यह समस्या हल सत्र 2 होगा हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कॉपी मास स्पेक्ट्रोमेट्री प्रोटोन और कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की जानकारी का इस्तेमाल करके कुछ सरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की संरचना का व्याख्या करेंगे मैं हमेशा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की व्याख्या से शुरू करता हूं क्योंकि वह मेरी मनपसंद स्पेक्ट्रोस्कोपी है यह जरूरी नहीं कि कोई एक हमेशा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से ही शुरू करें एक हमेशा या तो फिर प्रोटोन NMR स्पेक्ट्रम या मास स्पेक्ट्रम या कार्बन 13 स्पेक्ट्रम में से किसी भी विषय से शुरू कर सकता है जो उसे सुविधाजनक लगे और जानकारी को अच्छे से कुछ विशेष स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा से निकाल सके यह समस्या संख्या 3 है पिछले अन्य पाठ्यक्रम में हमने समस्या संख्या 1 और 2 को देखा समस्या संख्या 3 में मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H8O दिया गया है मॉलिक्यूलर फार्मूल से हम अनसैचुरेशन की डिग्री जो कि 6 है निकाल सकते हैं तो एक यही अनुमान लगा जा सकता है कि यह शायद एरोमेटिक कंपाउंड हो क्योंकि अनसैचुरेशन की डिग्री बड़ी है पर याद है की फिनायल रिंग की अनसैचुरेशन की डिग्री 4 होती है अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं मौजूदगी की वजह से हम बड़े ध्यान से OH की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की मौजूदगी और ना मौजूद भी को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से जानेंगे हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में कोई भी एरोमेटिक यूनिट की मौजूदगी की जांच कर सकते हैं यह इस विशेष कंपाउंड की इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है और यह विशेष क्षेत्र इस विशेष स्पेक्ट्रम में प्रकाशित किया गया है और यह जरूरी है क्योंकि तत्वों के कारण यह एल्डिहाइड की CH स्ट्रैचिंग फ्रिकवेंसी से मेल खाता है यह 2800 के आसपास का बहुत ही विशेषता पूर्ण क्षेत्र है और यह हमेशा डबलएट की तरह ही नजर आता है यह CH एल्डिहाइड स्ट्रेचिंग से मेल खाता है अब यहां 1608 पर एक पिक है जो संभवतया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप की वजह से है और 1630 CC जैसे कार्बन C जैसे स्ट्रैचिंग फ्रिकवेंसी से मेल खाती है तो एक यह मान सकता है यह मॉलिक्यूल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स है 1120 पर यह पिक जो काफी तीव्र है यह कार्बन और ऑक्सीजन की सिंगल बॉन्ड सेटिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से नहीं हो सकता क्योंकि वहां सिर्फ एक ही ऑक्सीजन मौजूद है और वह पहले से ही कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के लिए जिम्मेदार है और यह कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से है जो कि स्पेक्ट्रम में साफ तौर पर दिखाई देता है तो यह शायद कार्बोनाइल ग्रुप के किसी तरह के कार्बोनाइल बैंडिंग मोड की वजह से भी हो सकता है जो कि 1120 के आसपास दिखाई देता है तो चलिए अब हम इस क्षेत्र की व्याख्या पर ज्यादा जोर नहीं डालते हैं जो कि इस विशेष मॉलिक्यूल का फिंगरप्रिंट क्षेत्र है अब चलो मास स्पेक्ट्रम पर चलते हैं यह इस कंपाउंड का मांस स्पेक्ट्रम है मॉलिक्यूलर आयन पीक 132mz के मूल्य पर देखी जाती है और मॉलिक्यूलर आयन 1 मास यूनिट को खोकर 131 देता है जोकि एक बहुत तीव्र पीक भी है यह एल्डिहाइड कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप की चारित्रिक विशेषता है एल्डिहाइड एल्डिहाइडिक स्थान से एक हाइड्रोजन खोकर प्रतिक्रिया और विखंडन करने के लिए तैयार हो जाता है यहां पर इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है तो अगर एल्डिहाइड एक हाइड्रोजन को खोता है तो वह असाइल कटायन बनाता है जोकि रेजोनेंस स्टेबलाइज कटायन है तो एल्डिहाइडिक कंपाउंड में विखंडन ज्यादातर काफी सुगम होता है आप देख सकते की मॉलिक्यूलर आयन विघटित होकर 103 देता है और 77 77 103 और77 शायद फिनाइल CHडबल बॉन्डCH phenyl CHCH की वजह से भी हो सकता है और 77 फिनाइल यूनिट की वजह से है दूसरे शब्दों में यह एक मोनो सब्सीट्यूटेड एरोमेटिक डेरिवेटिव है तथ्य से हम सीधे तौर पर यह बता सकते की 103 कार्बन मोनोऑक्साइड के नुकसान की वजह से उत्पन्न हुआ है 28 मास यूनिट का नुकसान 103 से मेल खाता है और 103 से यह ऐसीटाइलिन यूनिट का नुकसान है जो 26 मास यूनिट से मेल खाता है और जो 77 देता है तो मॉलिक्यूलर आयन पिक से हमने एक हाइड्रोजन को खोकर 131 दिया फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को खोकर 103 दिया और ऐसीटाइलिन मॉलिक्यूल को खोकर 77 दिया तो इस विशेष मामले को समझने के लिए विखंडन काफी आसान है अब यह इस विशेष कंपाउंड का प्रोटोन NMR स्पेक्ट्रम है 6 ppm डेल्टा मूल्य से नीचे कोई भी पिक नहीं है इसीलिए 6 ppm और 10 ppm के बीच का क्षेत्र इस विशेष स्लाइड में दिखाया गया है अब यहां एक और अन्य पिक है जो कि TMS पीक है जो कि NMR स्पेक्ट्रम क्षेत्र के 0 ppm में है अब NMR स्पेक्ट्रम की विशेषता यह क्षेत्र है जो 97 के आसपास है जो कि एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन के लिए विशेष क्षेत्र है तो हम पहले से ही जानते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप में मौजूद होता है संभवतया एक एल्डिहाइडिक ग्रुप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से मौजूद होता है जिसकी इस विशेष कंपाउंड के NMR स्पेक्ट्रम में इस डबलेट की उपस्थिति से पुण्य पुष्टि होती है यह डबलेट है क्योंकि यहां पर एक सटा हुआ विसिनल हाइड्रोजन है अगर लाल हाइड्रोजन एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन hydrogen - aldehydic hydrogenके पास सटा हुआ विसिनल हाइड्रोजन है वह डबलेट की तरह नजर आएगा अब यहां एक अन्य मल्टीप्लेट है जो डबलेट का डबलेट है 67 के आसपास का यह सिग्नल दो कपलिंग कांस्टेंट के साथ डबलेट का डबलेट है कपलिंग कांस्टेंट आसानी से मापा जा सकता है एक उदाहरण के तौर पर एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन की वजह से होने वाली रेजोनेंस को ले सकते हैं और इन दो रेखाओं के बीच में कपलिंग को माप सकते हैं इन दो रेखाओं के बीच में फ्रिकवेंसी का अंतर एक J मूल्य होगा और फिर यह दोनों आपस में एक दूसरे से कपल्ड है एक इस विशेष मल्टीप्लेट में किन्ही सटी पीक के बीच में सामान्य कपलिंग कांस्टेंट मापा जा सकता है अगर आप रेखा 1 और 2 का केंद्र रेखा 1 और 3 का केंद्र रेखा 3 और 4 का केंद्र में तब केंद्र से केंद्र तक की दूरी एक अन्य कपलिंग कांस्टेंट होगी और वह कपलिंग कांस्टेंट 14 निकलेगा अगर आप कपलिंग कांस्टेंट की माप को नापना चाहते हैं तो एक पैमाना लीजिए यह एक 100 मेगाहर्टज का NMR स्पेक्ट्रम है तो 1 ppm की चौड़ाई अनिवार्य रूप से 100 हर्टज है दूसरे शब्दों में 7 और 8 ppm के बीच में वह 100 महर्टज की चौड़ाई है तो दूरी से अगर यह 100 हर्टज है तब इस प्रणाली में कपलिंग कांस्टेंट कितने हर्टज है उस मामले में रेखाओं के बीच की दूरी मापी जा सकती है हमने अभी एक टुकड़े को पहचान लिया है जो CH डबल बॉन्ड CH CHO से मेल खाता है यह CHO है और यह सटा हुआ CH है जोकि नीला हाइड्रोजन है जोकि क्षेत्र में है जो चमकीली ओट में है दूसरे शब्दों में यह नीला हाइड्रोजन एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन के द्वारा 7 हर्टज में विभाजित है यह अन्य हाइड्रोजन के द्वारा भी विभाजित किया जाता है जो इस विशेष हाइड्रोजन से 14 हर्टज पर सटा हुआ है क्योंकि यह एक बहुत बड़ा कपलिंग कांस्टेंट है संभावना है की स्टीरियोकेमेस्ट्री ट्रांस है दूसरे शब्दों में एक CH डबल बॉन्ड CH ट्रांस कपलिंग में 14 हर्टज कपलिंग के लिए जिम्मेदार है अब अगर यह हाइड्रोजन एल्डिहाइड के लिए बीटा हाइड्रोजन है तब यह एरोमेटिक मल्टीप्लेट के बहुत करीब आ जाएगा असल में अगर एरोमेटिक सिग्नल को देखें यह 6 हाइड्रोजन के इंटेंसिटी है यह बेंजीन नहीं हो सकता क्योंकि यह एक मोनो सब्सीट्यूटेड डेरिवेटिव है तो यहां कुछ और औलीफेनिक हाइड्रोजन है जो इस विशेष हाइड्रोजन से विलय कर रहे हैं और इसीलिए एकीकरण 6 हाइड्रोजन से मेल खाता है कुल मिलाकर यहां पर 6 3 9 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में है एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन के साथ यह विशेष हाइड्रोजन इस इस मामले में और 6 हाइड्रोजन इन सारे हाइड्रोजन का ध्यान रखा जाता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H8O है यहां पर 8 हाइड्रोजन हैं एक हाइड्रोजन एल्डिहाइड का एक हाइड्रोजन जोकि विनाइलिक हाइड्रोजन है और 6 हाइड्रोजन जिसमें 5 हाइड्रोजन एरोमेटिक और 1 हाइड्रोजन ओलेफाइन का सबसे ऊपर एक दूसरे के साथ विलय कर रहे हैं जो कि मल्टीप्लेट है और 75 के आसपास के सिग्नल के लिए जिम्मेदार है तो 75 पर जो सिग्नल है वह फिनाइल ग्रुप की वजह से है और एल्डिहाइड पर दूसरा बीटा हाइड्रोजन है ओलेफिनिक हाइड्रोजन एरोमेटिक प्रोटोन के साथ इस विशेष मामले में विलय करता है अगर हम कार्बन 13 स्पेक्ट्रम पर देखें अब कार्बन इन टुकड़ों से एक इस निर्णय पर आ सकता है कि यह मॉलिक्यूल शायद सिनेमएल्डिहाइड है जोकि फिनाइल CH डबल बॉन्ड CHO है चलिए कार्बन 13 से भी इसकी पुष्टि करते हैं कार्बन 13 स्पेक्ट्रम में एल्डिहाइड193 ppm पर आता है जोकि ऑफ रेजोनेंस स्पेक्ट्रम में डबलएट है CH बांड के कारण जो कार्बन के साथ जोड़े में रहता है हाइड्रोजन कार्बन के साथ जोड़े में आकर उसे डबलएट बनाता है फिर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन आते हैं अल्फा और बीटा हाइड्रोजन के बीच बीटा हाइड्रोजन ज्यादा डेल्टा के मूल्य पर आता है दूसरे शब्दों में 152 के आसपास की पिक ऑफ रेजोनेंस स्पेक्ट्रम के डबलेट से मेल खाती है जोकि बीटा हाइड्रोजन से मेल खाता है अल्फा हाइड्रोजन 130 के आसपास आता है जोकि इस विशेष मामले में फिर से डबलेट है यह एक तरह से एरोमेटिक सिग्नल से विलय है और यह सिंगलेट 133 के आसपास आती है उदाहरण के तौर पर यह पिक यहां पर ipso हाइड्रोजन की वजह से अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण है बाकी सारे एरोमेटिक कार्बन अनिवार्य रूप से सबसे ऊपर एक दूसरे के साथ मिले हैं तो 128 और 130 के बीच यह इस विशेष मॉलिक्यूल में विभिन्न प्रकार के एरोमेटिक कार्बन के लिए कार्य करने के लिए एक बहुत अच्छी तरह का हल स्पेक्ट्रम नहीं है तो मॉलिक्यूल इस तथ्य से बड़ी आसानी से पहचान लिया जाता है कि आपके पास NMR स्पेक्ट्रम IR स्पेक्ट्रम साथ के साथ मांस स्पेक्ट्रम में भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और यह विभाजित स्वरूप से एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है जो एक देख सकता है जो इस परिणाम पर पहुंचता है की इस विशेष उदाहरण में वह एक सिनेमैएल्डिहाइड है चलिए समस्या संख्या 4 पर चलते हैं समस्या नंबर 4 मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H14O दिया हुआ है इस मॉलिक्यूलर फार्मूले की अनसैचुरेशन की डिग्री दोबारा से 6 है तो यह फिर से एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से एक OH फंक्शनल ग्रुप और कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के लिए जांच कर सकता है बेशक वह मौजूद हो या नहीं एक बड़ी आसानी से इस विशेष मामले में यह जांच कर सकता है यह इस विशेष कंपाउंड का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है इस विशेष मामले में कंपाउंड की कार्बोनाइल स्ट्रैचिंग फ्रिकवेंसी 1695 और 1670 पर है यह अनिवार्य रूप से यह बताता है कि आपके पास एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रिकवेंसी है क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1700 से बहुत नीचे होगी और 1695 और 1670 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड से मेल खाने वाली मूल्य में आते हैं यह केवल जानकारी है कि एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से प्राप्त कर सकते हैं एक फिंगरप्रिंट क्षेत्र की व्याख्या नहीं कर सकता है और CH क्षेत्र का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वहां हमेशा कार्बनिक कंपाउंड में CH वाइब्रेशन होगा अधिकांश कार्बनिक कंपाउंड में इस विशेष मामले में CH वाइब्रेशन होगा अब चलिए मास स्पेक्ट्रम की तरफ देखते हैं और यह देखते हैं कि क्या हम मास स्पेक्ट्रम का व्याख्या कर पाते हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक 174 mz मूल्य पर देखी जाती है और 131 पर जो पिक है वह 43 मॉलिक्यूलर आयन के नुकसान की वजह से है दूसरे शब्दों में 174 से 131 तक जाने के लिए उसको या तो आइसो प्रोपाइल ग्रुपको खोना पड़ेगा या ऐसीटाइलीन ग्रुप को खोना पड़ेगा अब 103 पर जो पीक है वह दोबारा से 131 मैं से 28 मास यूनिट के नुकसान से मेल खाती है 131मैं से अगर 28 को घटाएं तो वह 103 से मेल खाएगा और अगर 71 को घटाएं तो 70 से मेल खाएगा दूसरे शब्दों में 103 से 174 तक के 71 मास यूनिट के नुकसान के लिए CO आइसोप्रोफाइल ग्रुप जिम्मेदार है दूसरे शब्दों में 174 में से 70 को हटाने से 103 मिलेगा जोकि संभवतः इस विशेष मामले में आइसो प्रोपाइल कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से है और विखंडन स्वरूप को यहां रेखाचित्र के रूप में दिखाया गया है यह एक आइसोप्रोपाइल कीटोन है हम यह परिणाम निकालते हैं कि 174 से 103 के बीच में हुए 71 मास यूनिट के नुकसान की वजह से यह एक आइसो प्रोपाइल कीटोन है दूसरे शब्दों में आइसोप्रोपाइल ग्रुप के बाद कार्बोनाइल ग्रुप के क्रमबद्ध हानि के बाद इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि यह एक आइसोप्रोपाइल कीटोन की तरह की प्रणाली है प्रोपाइल ग्रुप का नुकसान माइनस 43 आपको एसआईल कटआयन देता है कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप का नुकसान एक स्थिर कटआयन देता है जो इस मामले में 103 है यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि 103 फलस्वरूप 77 पर ले जाता है जोकि फिनाइल कटआयन है दूसरे शब्दों में इस विशेष मॉलिक्यूल से एक ऐसीटाइलिन यूनिट की हानि होने से यह परिणाम स्वरूप फिनाइल कटआयन को बनाता है जो 77 से मेल खाती है तो हम इस विशेष प्रणाली में सभी प्रमुख विखंडन स्वरूपों के लिए जिम्मेदार है तो इस विशेष प्रणाली में जो कंपाउंड आसानी से पहचाना जा सकता है उसका नाम आइसोप्रोपाइल स्टाइरिल कीटोन है इंफ्रारेड और मांस स्पेक्ट्रम पर आधारित और ज्यादातर मास स्पेक्ट्रम की वजह से यह समस्या का हल हो पाया और इसके मॉलिक्यूल की संरचना होने की संभावना सबसे ज्यादा है एक प्रोटोन NMR डाटा के साथ साथ कार्बन 13 NMR डाटा यह निश्चय कर सकता है कि क्या यह असली मॉलिक्यूलर फार्मूला है और क्या मॉलिक्यूल की संरचना इस डाटा से मेल खाती है क्योंकि हमने आइसोप्रोपाइ ग्रुप की पहचान कर ली है तो यह आइसोप्रोपाइल ग्रुप को प्रोटोन NMR स्पेक्ट्रम में एक हस्ताक्षर के लिए देखना चाहिए और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड तरह के ट्रांस डबल बॉन्ड या सीस डबल बॉन्ड के लिए भी देखना चाहिए और एक NMR स्पेक्ट्रम की तरफ देख सकता है यह इस कंपाउंड का प्रोटोन NMR स्पेक्ट्रम है एक को सीधे तौर पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप के हस्ताक्षर देखने चाहिए कृपया याद करिए आइसोप्रोपाइल ग्रुप को CH और CH3 कि मामले में सेप्टेटऔर डबलएट देनी चाहिए जो एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं लेकिन सेप्टेट कभी कबार गलत भी हो सकता हैं आप इस विशेष प्रणाली में सिर्फ पांच रेखाओं को देख सकते हैं लेकिन एकीकरण आप को साफ तौर पर यह बताता हैं की यह एक हाइड्रोजन से मेल खाता है और यह 6 हाइड्रोजन से अगर आप इन दो एकीकरण की अपेक्षित इंटेंसिटी निकालें तब यह एक से छह होगा तो है असलियत में एक क्विंटेट नहीं हो सकता इसको सेप्टेट ही होना होगा क्योंकि CH - CH3 CH3 वही टुकड़ा है जिसकी हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप में उल्लेख कर रहे हैं तो इनका आखिरी सिग्नल दूसरे शब्दों में इस आइसोप्रोपाइल ग्रुप के मामले में आखरी रेखा साफ तौर पर नहीं दिख रही है अब विनयल क्षेत्र पर आते हैं यह एक एरोमेटिक क्षेत्र के साथ साथ औलीफिनिक क्षेत्र है आपके पास एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है जिसे 68 क्षेत्र में एक डबलेट देना चाहिए अन्य डबलेट जिसे इस लाल तीर से दर्शाया गया है वह इस विशेष कपलिंग पार्टनर से मेल खाता है अगर आप दो रेखाओं के बीच में कपलिंग कांस्टेंट कि माप करें दूसरे शब्दों में फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्टज की है तो 6 और 7 ppm के बीच में यह 100 मेगाहर्टज होगा तो मोटे तौर पर यह 15 या 16 हर्टज के आसपास मेल खाएगा जो कि इस विशेष मामले में ट्रांस CHडबल बॉन्डCH से मिल खाता है तो मॉलिक्यूल आइसोप्रोफाइल स्टाइरिल कीटोन है एक कार्बोनाइल स्ट्रैचिंग फ्रिकवेंसी को 2031 पर संकेत कर सकता है जोकि इससे मेल खाने वाला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल है फिर आपके पास बीटा हाइड्रोजन बीटा कार्बन beta hydrogen - beta carbon और अल्फा कार्बन है कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप की रेजोनेंस प्रभाव की वजह से बीटा कार्बन को बड़े डेल्टा मूल्य पर आना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है और बीटा कार्बन को अल्फा कार्बन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन घनत्व में खाली करता है एक बड़ी आसानी से देख सकता है इस विशेष मॉलिक्यूल में संख्या 3 बीटा कार्बन से मेल खाती है और संख्या 2 जोकि 1243 है अल्फा कार्बन से मेल खाता है फिर आइसोप्रोपाइल का CH कार्बन आता है जो 391 के आसपास आता है और आइसोप्रोपाइल ग्रुप का CH3 कार्बन 164 से मेल खाता है एरोमेटिक कार्बन यहां 7 हैं और 8 कार्बन अनिवार्य रूप से यहां हल नहीं करे गए हैं तो हमें नहीं पता कि कौन सा क्या है पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह एरोमेटिक की वजह से है यहां तीन सिग्नल मौजूद है 12 और 3 जो एरोमेटिक यूनिट के CH कार्बन से मेल खाता है और आखिरकार अकेला कार्बन जोकि ipso कार्बन है यहां पर कम इंटेंसिटी के साथ सिंगलेट है जिसे साफ तौर पर देखा जा सकता है और जो ipso कार्बन से मेल खाता है इस विशेष मामले में ipso कार्बन के मुकाबले में CH कार्बन की ज्यादा इंटेंसिटी है तो यह आइसोप्रोपाइल स्टाइरिल का मामला है चलिए आगली समस्या पर चलते हैं जो की समस्या संख्या 5 है यहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला C14H22O दिया हुआ है मॉलिक्यूल की अनसैचुरेशन की डिग्री 4 है तो यह अच्छे तौर पर एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से चलिए फिर से OH की मौजूदगी या नामौजूदगी की जांच करते हैं और इस विशेष कंपाउंड में कार्बोनाइल स्ट्रैचिंग फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रममें है यह कंपाउंड का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है यह जानकारी में काफी समृद्ध है हमारे पास एक मुक्त OH है जो कि एक पैनी सिंगलेट तरह की पिक है जिसे हम यहां देख सकते हैं इससे अलावा वहां पर एक और विस्तृत OH पिक है जोकि एक हाइड्रोजन बॉन्डिंड OH है यह फेनोलिक तरह के कंपाउंड की खास विशेषता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जाता है पर पूर्ण तौर से नहीं तू यह सॉल्यूशन चरण माप है क्लोरोफॉर्म में माप ली जा चुकी है तो कंसंट्रेशन पर निर्भर करते हुए नॉन हाइड्रोजन बॉन्ड इंटेंसिटी दूसरे शब्दों में मुक्त OH और हाइड्रोजन बॉन्ड OH अलग अलग हो सकते हैं मैं यह मानूंगा की इस विशेष कंपाउंड में मुक्त OH को देखने के लिए यह जलमिश्रित सॉल्यूशन काफी है इस विशेष प्रणाली में 3600 के आस पास की पैनि पिक मुक्त OH की वजह से है और दूसरी विस्तृत पिक 3300 के आसपास हाइड्रोजन बॉन्डिंड OH की वजह से है एकC डबल बॉन्डC स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से है और 750 के आसपास की पिक नहीं 750 नहीं 850 या 900 के आसपास की पिक यहां पर है और वह आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग तरह के मोड से मेल खाती है और यह आउट ऑफ प्लेन बेंडिंगतरह के मोड भी हो सकता है हमें इस विशेष पीक के बारे में यहां ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं जब तक OH पिक के साथ साथ C डबल बॉन्डC पीक को हम देख पा रहे हमें खुश होना चाहिए कि हम इस तरह के स्पेक्ट्रम से कुछ जानकारी निकाल पा रहे हैं OH की मौजूदगी निश्चित है फिनोल या एल्कोहल वह परिणाम हो सकते हैं जिन पर हम आने वाले हैं अब मॉलिक्यूलर आयन पीक 206 mz मूल्य हैं बेस पिक 15 मास यूनिट के नुकसान की वजह से है जो कि इस विशेष मामले में मिथाइल ग्रुप के नुकसान से मेल खाता है तो 206 15 191 और अन्य इंटेंस पीक 57 साफ तौर पर बताती है कि यहां प्रणाली में टरसरी ब्यूटाइल ग्रुप रहा होगा क्योंकि ब्यूटाइल ग्रुप 57 से मेल खाता है तो मॉलिक्यूल टरसरी ब्यूटाइल ग्रुप को खो कर 57 पर पिक देता है क्योंकि टरसरी ब्यूटाइल कटआयन साफ तौर पर एक स्थिर कटआयन है इस विशेष मामले में प्रोटोन NMR स्पेक्ट्रम ज्यादा जानकारी देने वाला स्पेक्ट्रम नहीं है यह एक एरोमेटिक क्षेत्र है एरोमेटिक क्षेत्र में आप ट्रिपलेट को काफी छोटे कपलिंग कांस्टेंट के साथ देखते हैं इससे पहले हम उसमें जाएं चलिए देखते हैं इस विशेष मामले में हमारे पास OH है जो D2O को बदलने वाला OH है तो OH की पुष्टि होती है अधिक संभावना है कि यह फिनाइलिक OH हो जिसकी हम बात कर रहे हैं 69 पर सिग्नल जो कि यह विशेष सिग्नल बहुत छोटे कपलिंग कांस्टेंट वाले ट्रिपलेट की तरह दिखता है J मूल्य को निकालना आसान नहीं क्योंकि यह 2 हर्टज से भी कम है एक तजुर्बे से बता सकता है की कपलिंग कांस्टेंट के मामले में यह 15 या 2 हर्टज से ज्यादा नहीं हमारे पास इस विशेष मामले में ट्रिपलेट और डबलएट है तो मॉलिक्यूल के पास निश्चित तौर पर कुछ हाइड्रोजन a इस तरह के और हाइड्रोजन b इस तरह के होने चाहिए जो कि एक दूसरे के मामले में मेटा सब्सीट्यूटेड है तो यह दो एकीकरण यहां दो हाइड्रोजन इंटेंसिटी से मेल खाता है और एक हाइड्रोजन इंटेंसिटी से यहां मेल खाता है क्योंकि OH एक हाइड्रोजन इंटेंसिटी से मेल खाता है और एक हाइड्रोजन इंटेंसिटी की तुलना में यह 18 हाइड्रोजन इंटेंसिटी है जो कि इस विशेष मामले में 2 टरसरी ब्यूटाइल ग्रुप के मौजूद होने की वजह से है तो 12 सिग्नल जो कि एक विशेष सिग्नल है निश्चित तौर पर टरसरी ब्यूटाइल ग्रुप की वजह से है उनमें से दो मौजूद हैं क्योंकि एक सिंगलेट की 18 हाइड्रोजन इंटेंसिटी सिर्फ टरसरी ब्यूटाइल ग्रुप ही हो सकती हैं तो इस विशेष मामले में X ग्रुप टरसरी ब्यूटाइल ग्रुप है X ग्रुप को OH से मेटा पर रखते हैं इसका कारण यह है की क्योंकि हम Ha और Hb के बीच में मेटा कपलिंग देखते हैं जोकि बहुत छोटी कपलिंग है अगर हम Ha को माने तो वह Hb को ट्रिपलेट में विभाजित कर देगा तो यह मेल खाता ट्रिपलेट Hb की वजह से है और Hb बदले में Ha को डबलएट में विभाजित करेगा तो इस NMR स्पेक्ट्रम में c लगभग तौर पर 67 से 68 के क्षेत्र में एक डबलएट है तो यह विशेष ढांचा प्रोटोन NMR स्पेक्ट्रम के साथ सिलसिलेवार तरीके में हालांकि प्रोटोन NMR स्पेक्ट्रम अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है टरसरी ब्यूटाइल ग्रुप इस तरह की मॉलिक्यूलर संरचना की मौजूद होने के सबूत देता है तो कंपाउंड असल तौर पर 35 diphenol है चलीये देखते हैं कि क्या कार्बन 13 NMR इस विशेष पैटर्न से मेल खाता है फेनोलिक OH कार्बन 150 से ज्यादा के क्षेत्र के आस पास आएगा तो यह 155 की पिक जिसे 1 लेबल करा गया है वह ipso कार्बन से मेल खाता है फिर कार्बन संख्या 2 आती है जोकि टरसरी ब्यूटाइल ग्रुप को रखने वाला ipso कार्बन है मॉलिक्यूल आधा सिमिट्रिकल है उसके पास सिमेट्री सतह है यह दो टरसरी ब्यूटाइल ग्रुप एक दूसरे के समान है टरसरी ब्यूटाइल क्वॉटरनरी कार्बन 6 इस क्षेत्र में सिंगलेट की तरह आता है और मिथाइल कार्बन ऑफ रेजोनेंस स्पेक्ट्रम में क्वार्टेट की तरह आता है जो कि इस विशेष मामले में 30 ppm के आस पास होता है एरोमेटिक कार्बन एरोमेटिक प्रणाली का CH कार्बन कार्बन संख्या 3 और कार्बन संख्या 4 डबलएट की तरह आते हैं एक OH से ऑर्थो है वह छोटी डेल्टा मूल्य पर आता है अगर उसकी तुलना OH के पैरा से करें जिसका डेल्टा मूल्य हल्का सा ज्यादा है तो कार्बन 13 का मूल्य इस मॉलिक्यूल के CH कार्बन से 110 और 115 के आसपास मेल खाता है क्योंकि यह एक फेनोलिक कंपाउंड है और 120 के नीचे आता है जो कि उचित है और यह ट्रिपलेट जो आप यहां देख रहे हैं CDCl3 पीक की वजह से है यह सॉल्वेंट पीक इस कंपाउंड की स्पेक्ट्रम में देखी जाती है तो जो हमने इस पाठ्यक्रम में देखा वह तीन उदाहरण हैं दो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड alphabeta unsaturated carbonyl compound एक एल्डिहाइड है और अन्य कीटॉनिक कंपाउंड है यह सारे ऑक्सीजन युक्त कंपाउंड है आखिरकार हमने कंपाउंड देखा जोकि टरसरी ब्यूटाइल ग्रुप से भारी तौर पर सब्सीट्यूटेड फेनोलिक कंपाउंड है तो NMR टरसरी ब्यूटाइल ग्रुप पहचानने का रास्ता देता है 18 हाइड्रोजन की सिंगलेट इंटेंसिटी टरसरी ब्यूटाइल ग्रुप की वजह से हो सकता है और इस तरह की बहस हम इस विशेष पाठ्यक्रम में इन तीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की संरचना की व्याख्या करने के लिए इस्तेमाल करते हैं आप सभी का ध्यान से सुनने के लिए शुक्रिया